इस पाठ में हम प्रतिरोधक नेटवर्क के लिए पारस्परिकता प्रमेय को औपचारिक रूप से सिद्ध करने के लिए जायेंगें ऐसा करने पर हम कुछ अन्य प्रॉपर्टीज को याद करेंगें जिन्हें हमने पहले प्रतिरोधक नेटवर्क के लिए देखा है अब पहले मुझें दो प्रकार के दो पोर्टों के बीच अंतर करने दें यह वह चित्र है जिसे मैंने अब तक खींचा है 1 1 और 2 2 अब दो पोर्टों का एक उप सेट इस प्रकार का हो सकता है 1 2 और यह 1 और 2 वास्तव में एक ही टर्मिनल है तो यह है उभयनिष्ठ टर्मिनल और पोर्ट 1 पोर्ट 2 और एक उभयनिष्ठ टर्मिनल अब यह एक अधिक सामान्य निरूपण है लेकिन कई दो पोर्ट नेटवर्क इस श्रेणी में आते है इसलिए पहले मैं इस प्रकार के दो पोर्ट नेटवर्क को लूगा पारस्परिकता साबित करूँगा और फिर इसे उस तक बढ़ाऊंगा एक बार जब हम इसे इसके लिए करते है तो यह दूसरे मामले के लिए ट्रिविअल हो जाता है जिस तरह के परिपथ विश्लेषण का हमने पहले ही अध्ययन किया है उसे देखते हुए यह बहुत आसान हो जाता है अब इसे 4 टर्मिनल दो पोर्ट के रूप में जाना जाता है और इसे 3 टर्मिनल दो पोर्ट के रूप में जाना जाता है अब पारस्परिकता सिद्ध करने के लिए मैं इस चित्र का उपयोग करूंगा तो 1 2 और उभयनिष्ठ नोड यह पहला पोर्ट है यह दूसरा पोर्ट है और मुझे लगता है कि दोनों पोर्ट विद्युत धारा स्रोतों I 1 और I 2 द्वारा प्रदीप्त होते है तो यह दो पोर्ट के z मापदंड चित्र के अनुरूप होता है अब जैसा कि मैंने पहले दिखाया था यदि आप z मापदंड के साथ पारस्परिकता साबित करते है तो इसका अर्थ है कि अन्य सभी मापदंड सेटों में भी इसी के अनुरूप पारस्परिक संबंध है तो यह नेटवर्क है जो पारस्परिक है इसलिए आप मापदंड के किसी भी सेट के लिए पारस्परिक संबंध साबित करके पारस्परिकता को सिद्ध कर सकते है अर्थात् आप सिद्ध कर सकते है z 1 2 z 2 1 या y 1 2 y 2 1 या h 1 2 h 2 1 या g 1 2 g 2 1 उनमें से कोई भी अन्य को बताता है तो हम इसके साथ शुरू करेंगें वैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज अब इस नेटवर्क में केवल प्रतिरोधक है इसलिए यह महत्वपूर्ण है अब आइये आप प्रयास करें और नोडल विश्लेषण का उपयोग करें यह मेरे प्रमाण के लिए है और मैं इस उभयनिष्ठ नोड को संदर्भ नोड के रूप में चुनूंगा तो फिर पोर्ट 1 वोल्टेज V 1 और कुछ भी नहीं बल्कि इस नोड पर वोल्टेज और पोर्ट 2 वोल्टेज V 2 और कुछ भी नहीं बल्कि संदर्भ नोड के संबंध में इस अन्य नोड पर वोल्टेज है तो अब अगर मैं इसके लिए नोडल विश्लेषण समीकरण स्थापित करता हूं तो मान लें कि अंदर वहां कई नोड है कि माना वहां कुल n 1 नोड है अब मैं इसे इस तरह होने के लिए चुनता हूं ताकि मेरे पास n समीकरण हों मैं संदर्भ नोड को बाहर करता हूं और मेरे पास n नोडल समीकरण है अब दो पोर्टों के अनुरूप दो नोड मैं उन्हें नोड 1 और नोड 2 नामपत्र चुनता हूं और परिपथ में शेष नोड को 2 से N नामपत्र किया जाता है और वहां परिपथ में केवल दो स्वतंत्र स्रोत I 1 और I 2 होते है क्योंकि अंदर हमारे पास केवल प्रतिरोधक है तो अब स्पष्ट रूप से इसके लिए नोडल विश्लेषण समीकरणों को कुछ G आव्यूह गुना स्वतंत्र स्रोत वेक्टर के बराबर के अज्ञात वोल्टेज वेक्टर के रूप में स्थापित किया जा सकता है जिसमें इस मामले में केवल विद्युत धारा स्रोत होते है अब याद करें कि जब आपके पास केवल प्रतिरोधक और विद्युत धारा स्रोत होते है तो नोडल विश्लेषण सबसे आसान था और कंडक्टेन्स आव्यूह में भी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज थी तो यह कंडक्टेन्स आव्यूह सममित था जब हमारे पास केवल प्रतिरोधक और स्वतंत्र विद्युत धारा स्रोत थे इसलिए हमारे पास एक सममित कंडक्टेन्स आव्यूह है अब मुझे इसे विस्तारित रूप में लिखने दें मेरे पास यहाँ मेरा G आव्यूह है और मेरे पास मेरा वोल्टेज वेक्टर V 1 V 2 है जो दो पोर्ट वोल्टेज को निर्दिष्ट करता है और उसके बाद मेरे पास है V 3 V n के लिए सभी तरह से है याद रखें यह N 1 नोड परिपथ है इसलिए वहां N नोड वोल्टेज और N स्वतंत्र KCL समीकरण है अब यह स्रोत वेक्टर और जो हमारे पास स्रोत वेक्टर में है वह मूल रूप से एक विशेष नोड में इंजेक्ट किया जा रहा स्वतंत्र विद्युत धारा स्रोत मान है तो स्पष्ट रूप से नोड 1 में हम I 1 को इंजेक्ट कर रहे है और नोड 2 में हम I 2 को इंजेक्ट कर रहे है और बाकी की प्रविष्टियाँ यहाँ 0 होंगीं क्योंकि हमारे पास परिपथ में कोई अन्य स्रोत नहीं है अब हमें पारस्परिकता साबित करने की क्या आवश्यकता है मुझे इसे वहां कॉपी करने दें इस नेटवर्क का z मापदंड विवरण होगा z 1 1 z 1 2 z 2 1 z 2 2 गुना I 1 I 2 V 1 V 2 इसलिए हम इसके कुछ हिस्सों को यहां देख सकते है वहां हमारे पास यह I 1 और I 2 है वहाँ पर V 1 और V 2 है लेकिन हमारे पास ये सभी अतिरिक्त चर है जिन्हें हमें हटाना है और इस प्रकार के संबंध के साथ आना है यह देखने के लिए कि क्या नेटवर्क पारस्परिक है ऐसा करने के लिए मैं जो करूँगा वह निम्नलिखित है यह G आव्यूह मैं चार भागों में उप विभाजित करूँगा तो वह है यहाँ मैंने 2 रोस और 2 कॉलम लिए है इसलिए मुझे संख्याओं को लिखने दें यह 1 और 2 है और फिर मेरे पास सभी तरह से N को 3 है और इसी तरह मैंने 2 कॉलम 1 और 2 लिए है और फिर मेरे पास सभी तरह से N को 3 है अब मेरे पास मूल रूप से इनमें से प्रत्येक में चार उप आव्यूह होंगें तो मुझे इसे G A कहने दें जो कुछ भी पहले 2 रोस और 2 कॉलम में जाता है तो स्पष्ट रूप से G A एक 2 बाय 2 वर्ग आव्यूह है अब यहाँ मेरे पास G B होगा G B सामान्यतः लंबाई से अधिक चौड़ा है यह एक आयताकार आव्यूह है इसमें 2 रोस और N 2 कॉलम है और इस स्थान में मेरे पास होगा GC और GC चौड़ाई से ज्यादा लंबा होगा इसमें N 2 रोस और 2 कॉलम होंगें यह भी एक आयताकार आव्यूह है और अंत में GD जो N 2 रोस और N 2 कॉलम का एक वर्ग आव्यूह है अब महत्वपूर्ण हिस्सा अगर हमारे पास केवल प्रतिरोधकों और स्वतंत्र विद्युत धारा स्रोतों के साथ एक परिपथ है तो हम जानते है कि G आव्यूह सममित है अब इसका क्या अर्थ है यदि G आव्यूह सममित है अर्थात् इस विकर्ण के ऊपर तो हमारे पास समरूपता है तो इसका अर्थ है G A और G D भी सममित वर्ग आव्यूह है क्योंकि G आव्यूह सममित है G और G D भी सममित वर्ग आव्यूह है तो G A और G D भी सममित है और इसलिए भी क्योंकि यह G आव्यूह सममित है यह G B और G C एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है तो यह देखना बहुत आसान है कि ये दोनों G C से G B ट्रांसपोज के बराबर होने से संबंधित है तो आव्यूह के सममित का अर्थ है कि G C G B का ट्रांसपोज होगा तो इसके साथ हम आगें बढ़ सकते है और कोशिश कर सकते है और केवल दो चरों V 1 और V 2 को शामिल करते हुए इस प्रकार के संबंध के साथ आ सकते है अब मैं क्या करूँगा दो अलग अलग चर वेक्टर के साथ विभाजित करने के साथ क्या इस एक को अलग करते है आप देखें मेरा क्या अर्थ है पहले मैं लिखूंगा G A गुना V 1 V 2 G B गुना V 3 सभी तरह से V n तक I 1 I 2 के बराबर होगा तो अनिवार्य रूप से मैंने जो लिखा है वह पहले दो समीकरण है इसलिए पहले दो समीकरण है पहली दो रोस इस समीकरण के अनुरूप होंगीं क्योंकि हमारे पास चित्र में आने वाले आव्यूह का केवल यही हिस्सा है अब यदि आप इसके बारे में थोड़ा भ्रमित है तो आप एकाकी प्रविष्टियों के साथ कुछ आव्यूह पर गौर कर सकते है और इसे लिखें और देखें तो G A अज्ञात वेक्टर के इस भाग को गुणा करेगा और G B अज्ञात वेक्टर के उस भाग को गुणा करेगा तो ये पहली दो रोस या पहले दो समीकरण है अब मैं इसे शेष के लिए लिखूंगा और मैं इस तथ्य का भी उपयोग करूंगा कि G C G b ट्रांसपोज है तो G C इस वेक्टर V 1 V 2 को गुणा करेगा और G D इस अज्ञात वेक्टर के बाकी हिस्सों को गुणा करेगा तो होगा G B ट्रांसपोज गुना V 1 V 2 G D गुना V 3 से V n तक सभी 0 के एक वेक्टर के बराबर होने के लिए और ये अंतिम N 2 नोडल समीकरण है आपके पास यहां पहले दो नोडल समीकरण है और आखिरी n 2 समीकरण यहाँ पर है जिस तरह से हम नोड की संख्या चुनते है के कारण इस भाग में सभी स्वतंत्र स्रोत दिखाई देते है और यहां कुछ भी नहीं है और जो हम हटाना चाहते थे वह यह अतिरिक्त अज्ञात चर वेक्टर V 3 से V n था और वह हम दूसरे समीकरण का उपयोग करके कर सकते है इस एक से हमारे पास अनिवार्य रूप से है मैं इस अज्ञात वेक्टर के लिए हल करता हूँ तो मुझे अतिरिक्त अज्ञात वेक्टर मिलेगा V 3 से V n तक होने के लिए मिलेगा G D व्युत्क्रम गुना G B ट्रांसपोज गुना V 1 V 2 अर्थात् हमें यह अज्ञात वेक्टर वांछित वेक्टर V 1 V 2 के संदर्भ में मिला है अब मैं जो करने जा रहा हूं वह इसे पहले दो समीकरणों में प्रतिस्थापित करना है क्या यह स्पष्ट है तो फिर अनिवार्य रूप से मुझे इसे यहाँ पर प्रतिस्थापित करना होगा यह है जहाँ मेरे पास अतिरिक्त अज्ञात वेक्टर है इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे ga बार V 1 V 1 V 2 GB गुना अतिरिक्त अज्ञात वेक्टर मिलेगा जो हमने देखा था था GD व्युत्क्रम GB ट्रांसपोज गुना V 1 V 2 और पूरी चीज I 1 I 2 अब मेरे पास यह संबंध G A - G B G D व्युत्क्रम GB ट्रांसपोज यह पूरी बात है एक 2 बाय 2 वर्ग आव्यूह GA है 2 बाय 2 GB के पास 2 रोस और n 2 कॉलम हैं GD के पास n 2 रोस और n 2 कॉलम हैं और GB ट्रांसपोज के पास n 2 रोस और 2 कॉलम हैं तो अंत में आपने समाप्त कर दिया है 2 बाय 2 के साथ इस पूरी चीज को गुना यह वेक्टर V 1 V 2 I 1 I 2 अब यह इस विशेष परिपथ के लिए संबंध है और आप देखते है कि यह पहले से ही परिपथ का y आव्यूह y मापदंड आव्यूह है क्योंकि y मापदंडों के संदर्भ में हमारे पास y मापदंड आव्यूह गुना V 1 V 2 I 1 I 2 होगा और यदि आप z मापदंड आव्यूह चाहते है तो हमें इसे व्युत्क्रमित करना होगा लेकिन निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण जो हम यह देखना चाहते है है इस आव्यूह का सममित होना y मापदंड आव्यूह सममित है जाहिर है व्युत्क्रमणीय z मापदंड आव्यूह भी सममित होगा और किसी एक तरह से हमने पहले ही पारस्परिकता को सिद्ध किया है इसलिए पारस्परिकता सिद्ध करने के लिए हमें यह सिद्ध करना होगा कि y 1 y 2 1 के बराबर या z 1 z 2 1 के बराबर है अर्थात् y मापदंड एक सममित है या z मापदंड आव्यूह सममित है अब आइए हम इस GA को देखें यह सममित है हम जानते है कि यह ठीक इस G आव्यूह की समरूपता से आता है अब इस भाग के बारे में क्या विचार है आप कैसे सिद्ध करते है सममित एक आव्यूह एक सममित है यदि इसका ट्रांसपोज आव्यूह स्वयं ही तो वह परीक्षण करेंगें तो चलिए ट्रांसपोज करें इस G B G D को व्युत्क्रमणीय G B माना ट्रांसपोज है या आव्यूह और हम इसे ट्रांसपोज करते है और आप जानते है कि जब हम आव्यूह के एक उत्पाद को ट्रांसपोज करते है तो आपको एक एकाकी आव्यूह के ट्रांसपोज का उत्पाद मिलेगा लेकिन विपरीत क्रम में तो पहले हमें यह 1 G B ट्रांसपोज मिलता है और उस अगले का ट्रांसपोज वह मिल जाएगा जो कि G D व्युत्क्रम है और उस का ट्रांसपोज और अंत में G B ट्रांसपोज होगा और स्पष्ट रूप से यह g b ट्रांसपोज है और फिर से ट्रांसपोज किया जाएगा तो वह स्वयं G B के बराबर है अब यह G D स्वयं एक सममित वर्ग आव्यूह है तो इसका व्युत्क्रम भी सममित होगा इसलिए जब मैं G D व्युत्क्रम को ट्रांसपोज करता हूं तो मुझे वही चीज मिल जाएगी क्योंकि G D व्युत्क्रम भी सममित है और अंत में मेरे पास G B ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज बिल्कुल आव्यूह स्वयं ही है क्योंकि यही वह आव्यूह है जिसकी शुरुआत मैंने G B गुना G D व्युत्क्रम गुना G D ट्रांसपोज से की थी तो यह भी सममित है अब हमारे पास दो सममित आव्यूहों के बीच का योग या अंतर है तो वह भी एक सममित है तो यहाँ पूरी बात यह है कि हमने सममित साबित कर दिया है तो यह सममित है और यह हमारे परिपथ के y आव्यूह के अलावा और कुछ भी नहीं है तो यह सममित है जिसका अर्थ है कि दो पोर्ट नेटवर्क पारस्परिक है तो निष्कर्ष यह है कि y आव्यूह सममित है और जिसका अर्थ है y एक दो y 2 1 और इसलिए यह पारस्परिक है और y 1 2 के y 2 1 के स्वतः बराबर होने का का अर्थ है z 1 2 z 2 1 के बराबर है या h 1 2 h 2 1 के बराबर है या G 1 2 g 2 1 के बराबर है तो यह सब कुछ स्वचालित रूप से उस 1 से आता है इसलिए नोडल विश्लेषण में प्रकट होने वाली कंडक्टेन्स आव्यूह की प्रॉपर्टीज के बारे में हमारे ज्ञान का उपयोग करके हम यह साबित करने में सक्षम है कि एक प्रतिरोधक दो पोर्ट नेटवर्क बेशक पारस्परिक है हमने दो पोर्ट नेटवर्क के प्रकार को प्रतिबंधित कर दिया है हमने केवल तीन टर्मिनल दो पोर्ट नेटवर्क लिया है लेकिन इसे मनमाने ढंग से तीन पोर्ट नेटवर्क के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है जो कि बहुत ही सरल तरीके से चार टर्मिनल दो पोर्ट नेटवर्क है